सुप्रभात दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एयरोफिल के बारे में अपनी समझ को जारी रख रहे हैं मैं कुछ सुविधाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं जो सीधे डिजाइनर की सुविधा हैं अब तक जब मैं चर्चा कर रहा था हमारा ध्यान सबसोनिक के लिए सबसोनिक वाले विमान पर केंद्रित था सबसोनिक का अर्थ है कि हम मैक संख्या 03 से कम बताते हैं और अधिक सटीक होने के लिए जिस पर हम चर्चा कर रहे थे वह मुख्य रूप से इनकंप्रेसिबल फ्लो था जो अभी भी 03 से कम है काफी हद तक हम यह मान रहे हैं कि इसके बिंदु पर घनत्व वहां स्थिर है घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं माध्यम बॉडी के साथ सहभागिता कर रहा था लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा गति को बढ़ाने की आकांक्षा रखते हैं समस्या या चुनौती तब होती है जब हम गति को बढ़ाते हैं अब तक जो धारणा हमारे पास थी वह सत्य नहीं हो सकती है जैसा कि हम सभी समझते हैं कि वायु वास्तव में कंप्रेसिबल है लेकिन सभी व्यावहारिक उद्देश्य के लिए हमने इनकंप्रेसिबल फ्लो के रूप में वर्गीकृत किया है जिस क्षण आप मैक संख्या 03 को पार करने की कोशिश करते हैं हमें कंप्रेसिबल फीचर्स के बारे में परेशान होने की जरूरत होती है जो मुझे पता होना चाहिए जब मैं डिजाइन या एक एयरोफिल का चयन करता हूं उदाहरण के लिए क्रूज़ मैक संख्या 07 08 का क्रम हो सकता है जैसे मुझे 086 के लिए जाना होगा जो मुझे आगे जाने से रोकता है या जो मुझे चेतावनी देता है कि यदि आप आगे जा रहे हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त करना होगा हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे मैं मैक संख्या बढ़ाता हूं वैसे वैसे शॉकवेव का निर्माण होता है जिसके परिणामस्वरूप ड्रैग होता है जिसके परिणामस्वरूप प्रवाह पृथक्करण हो सकता है तो तुरंत आपको इंजन की शक्ति के बारे में सोचना होगा संरचनात्मक वजन के बारे में सोचना होगा आपको झटके प्रवाह के प्रवाह से जुड़े कंपन के बारे में सोचना होगा इसलिए सबसोनिक हवाई जहाज या उच्च सबसोनिक जहाज में हम शॉक या देरी के गठन से बचने के लिए क्या देखते हैं यह हमारे दिमाग में होना चाहिए जब मैं यहां सबसोनिक हवाई जहाज लिख रहा हूं तो आमतौर पर परिभाषाओं के अनुसार आप जानते हैं कि यह मैक संख्या एक से कम होना चाहिए 1 या इसके आसपास हम इसे ट्रांसोनिक कहते हैं और एक से अधिक जिसे हम सुपरसोनिक कहते हैं लेकिन आपने यहां देखा है सबसोनिक और फिर बाद में मैं मैक संख्या को 03 से कम बता रहा हूं जो मैं एक अनुष्ठानिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम एक हवाई जहाज के डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं जहां प्रवाह इनकंप्रेसिबल है लेकिन जैसा कि मैं उच्च सबसोनिक के लिए जाता हूं वह प्रवाह इनकंप्रेसिबल धारणा काम नहीं करेगा तो एयरोफिल के चयन के लिए इसका क्या मतलब है मुझे उपयुक्त एयरोफिल का चयन करने के लिए क्या पता होना चाहिए वह मैं अभी चर्चा करूंगा चलिए एक उदाहरण लेते हैं आप पाएंगे कि आज का व्याख्यान वहाँ होगा जो मैंने हवाई जहाज के प्रदर्शन की एंडरसन पुस्तक से लिया है तो आप इस विषय के लिए एयरप्लेन परफॉर्मेंस पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ना भी चाहिए जैसे कि मैं कहता हूं कि वह एक डिजाइन कोर्स है जो आपको पढ़ना चाहिए आपको डाटा देखने की जरूरत है आपको डाटा के लिए गूगल करना चाहिए परिभाषा के लिए गूगल करना चाहिए तभी आपको डिजाइन करने की वास्तविकता महसूस होगी तो हम यहां मामला लेते हैं और हमें कहते हैं कि मैक संख्या 03 है आप सभी जानते हैं मैक संख्या कुछ भी नहीं है बल्कि उस ऊंचाई पर ध्वनि के वेग के लिए विमान के वेग का अनुपातठीक यह 03 है और अब आप जानते हैं कि इस समोच्च के कारण प्रवाह में तेजी आएगी और कुछ बिंदु पर प्रवाह अधिकतम गति में तेजी लाएगा आइए हम बताते हैं कि Mpeak है चलिए मान लेते हैं कि यह 0435 है प्रश्न सबसे पहले है क्योंकि गति 03 से 0435 तक बढ़ रही है Mpeak पर दबाव स्थिर दबाव नीचे जाएगा और जहां भी मुझे अधिकतम दबाव मिलता है न्यूनतम दबाव दबाव बिंदु यह सीधे बर्नौली से आता है क्योंकि प्रवाह के दौरान कुल दबाव ठहराव दबाव स्थिर रहता है तो यह काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है जो किसी प्रकार का रूपांतरण होता है लेकिन यहाँ कृपया इस न्यूनतम दबाव बिंदु को समझें यदि आप सहज रूप से सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए जहाँ t c अधिकतम है तो यह गलत होगा यहां अंतर्ज्ञान विफल हो जाता है क्योंकि न्यूनतम दबाव बिंदु केवल स्थानीय t पर c द्वारा निर्भर नहीं होगा यह पूरे प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करेगा तो इसे अपने दिमाग में रखें हाँ वेग अधिकतम या Mpeak न्यूनतम दबाव बिंदु के अनुरूप होगा हालाँकि ऐसा नहीं है कि यह हमेशा उस जगह पर होता है जहाँ t c अधिकतम होता है लेकिन आम तौर पर यही गलती की जा रही है और यही कारण है कि आपने देखा है जब हम NACA एयरोफिल श्रृंखला को परिभाषित करते हैं एक नामांकित चालित मार्गदर्शन है कि हाँ न्यूनतम दबाव बिंदु बताने के लिए 04 गुना कॉर्ड है जो जरूरी नहीं है कि t c अधिकतम स्थान सही हो अब उसी एयरफॉइल के समान और हमें कहने दें कि मैं मैक संख्या को 0772 तक बढ़ाता हूं जब मैं M कह रहा हूं तो मेरा मतलब M Mहै जिसका मतलब है कि फ्री स्ट्रीम मैक संख्या 0772 तो एक न्यूनतम दबाव बिंदु पर एक ही एयरोफिल पर प्रवाह में तेजी आएगी कम से कम दबाव बिंदु पर हम यह कहते हैं कि यह 0772 हो जाता है मुझे इसे सही करने दें मैं कहता हूं कि मैं 03 से 05 पर जा रहा हूं मैं 03 से दोहराता हूं मैंने फ्री स्ट्रीम नंबर 05 वृद्धि की है और हमें Mpeak कहना चाहिए इसका मतलब है कि दबाव न्यूनतम गति 0772 के बराबर है अब मैं और आगे जाता हूं मैं M 061 बढ़ाता हूं और उसी एयरोफिल में न्यूनतम दबाव बिंदु पर पाया जाता है Mpeak 10 है तो महत्वपूर्ण मैक संख्या MCR को इस तरह परिभाषित किया जाता है वह फ्री स्ट्रीम मैक संख्या क्या है जिसके लिए पहली बार एयरोफिल पर कोई बिंदु मैक 1 तक पहुंचा है इसलिए यदि आप देखते हैं कि क्या मैं इन तीन डेटा को रखता हूं तो मुझे पता है कि इस मैक नंबर पर M 061 है पहली बार Mpeak 10 हो गया है तो मेरा MCR 061 है ठीक है MCR के बारे में इतना महत्वपूर्ण क्या है आप उस क्षण को समझते हैं जब हम स्थानीय मैक संख्या 1 पर जाने की बात करते हैं तो प्रवाह संरचना में परिवर्तन होगा सभी शॉक वेव इंटरैक्शन उस क्षण आने लगेंगे जब एक शॉक वेव जनरेशन या शॉक वेव और बाउंडरी लेयर के किसी प्रकार का इंटरैक्शन होता है ऊर्जा का अपव्यय होगा और इससे प्रवाह पृथक्करण भी हो सकता है तो ड्रैग में वृद्धि हुई है इसलिए अगर मैं वास्तव में एक उच्च गति या उच्च सबसोनिक जहाज डिजाइन करना चाहता हूं तो मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्च सबसोनिक जहाज के लिए मैक क्रिटिकल जितना संभव हो उतना ऊंचा होना चाहिए तो यह MCR का महत्व है और जब आप एक एयरोफिल मान लेते हैं कि आप एक हवाई जहाज डिजाइन करना चाहते हैं या किसी दिए गए हवाई जहाज के लिए एक पंख डिजाइन करना चाहते हैं जहां आप गति 06 या 07 के आसपास होना चाहते हैं तो यह प्रश्न यह मानदंड यह आवश्यकता एयरोफिल के चयन में प्रमुख बनें इसलिए मुझे एक एयरोफिल की तलाश करनी चाहिए जिसमें बड़ा MCR हो दूसरे चरण में मुझे एक विंग की तलाश करनी चाहिए जिसमें बड़ा MCR हो जब मैं विंग को एयरोफिल या एयरोफिल को विंग कह रहा हूं तो मैं बता रहा हूं कि न केवल एयरफॉइल आकार बल्कि कुछ आप विंग के साथ कर सकते हैं MCR बढ़ाने के लिए इस समझ के साथ अब हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है पहला सवाल आएगा मैं MCR कैसे निर्धारित करूं हमें MCR पर करीब से नजर डालनी चाहिए मैं कुछ समीकरण लिखूंगा ये महत्वपूर्ण हैं यदि आप संख्याओं के लिए एक भावना विकसित करना चाहते हैं तो उस की कुछ समझ आपकी मदद करनी चाहिए जब भी मैं MCR के बारे में बात कर रहा हूं हम एक बिंदु का उपयोग करते हैं कि गति एक चरम गति तक पहुंच जाती है एक पीक मैक संख्या जहां दबाव न्यूनतम है तो आप एक गैर आयामी रूप में दबाव के बारे में बात कर रहे हैं हम दबाव गुणांक के बारे में बात करते हैं CPP P12V2 P स्थैतिक दबाव है और P परिवेशीय दबाव है जो आपको एक विभेदक दबाव प्रदान करता है यदि Cp नकारात्मक का अर्थ है कि आपके पास एक सक्शन है हम सभी इसे सही समझते हैं पूरा खेल MCR पर है और हमारा पूरा खेल न्यूनतम दबाव बिंदु पर है क्योंकि जहां वेग अधिकतम होगा वह वह जगह है जहां मैकसंख्या अधिकतम होगी इसलिए हम न्यूनतम दबाव बिंदु पर जांच करेंगे कि क्या मैक संख्या 1 बन गई है या नहीं यही कारण है कि हम इस Cp का उपयोग कर रहे हैं यह मैं आगे लिखने के लिए सरल कर सकता हूं CPPqPP 1 और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि q अनन्तता क्या है q12V2 अब मैं लिखता हूं q12V2 जो है q12PPV2 और हम जानते हैं कि aP इसलिए मैं आगे लिख सकता हूं q2PM2 हम आईसेनट्रपिक संबंध से भी जानते हैं जहां P0 कुल दबाव है P स्थैतिक दाब है और कैसे परिवर्तन इस आईसेनट्रपिक संबंध द्वारा दिए गए मैक नंबर से होता है इस संबंध में आप जानते हैं कि M मैक संख्या है स्पेसिफिक हीट रेश्यो है आमतौर पर 14 ये सभी चीजें आप जानते हैं और एक समकालिक संबंध है धारणा यह है कि कुल दबाव एक उप डोमेन में स्थिर रहता है कुल का अर्थ है P0 एक के रूप में एक टैंक की तरह है कि दबाव के लिए रूपांतरण होता है इस पर निर्भर करेगा कि कुछ गतिज ऊर्जा इस दबाव ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है लेकिन कुल P0 स्थिर रहता है और यह संबंध इस संबंध द्वारा दिया जाता है जो कि आईसेनट्रपिक मान्यताओं पर आधारित है तब आप लिख सकते हैं P0P1γ 12M2γ 1 मैं P पर संबंध का उपयोग कर रहा हूं और P द्वारा प्रतिस्थापित कर रहा हूं जहां परिवेश की स्थिति मुक्त प्रवाह की स्थिति है इन 2 रिश्तों का उपयोग करके हम प्राप्त करेंगे CP2M21γ 12M21γ 12M2γ 1 1 इन सभी अभिव्यक्तियों से विचलित न हों ये आपको समझने के लिए एक बार देखना होगा कि CPCR या MCR क्या है आप एक डिजाइनर के रूप में कैसे हैं आप कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानकारी इसलिए जहां भी मैक1 ने यह हासिल किया है तो पहली बार मच 1 ने यहां हासिल किया है तो CPCR का मतलब क्या है कि यहां Cp का मूल्य क्या है जो हम किसी दिए गए M अनंत के बारे में बात कर रहे हैं यह स्पष्ट होना चाहिए इसलिए अगर मुझे यहां से CPCR का पता लगाना है इसका मतलब है मैं फ्रीस्ट्रीम पर मान रहा हूँ कि यह M है लेकिन यह M स्थानीय मैक 1 पहली बार बन गया है यह बिल्कुल स्पष्ट है अगर ऐसा है तो बस एक को यहां रखना है और मुझे CPCR की अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए CPCR2M21γ 12M21γ 12γ 1 1 यह अभिव्यक्ति आप सीधे उड़ान के लिए एंडरसन पुस्तक परिचय में देख सकते हैं तो हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि CPCR M का फंक्शन M बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है और आप पाएंगे कि हमें एहसास है कि CPCR क्या है और आप देख सकते हैं कि CPCR M के साथ बदलता रहता है और हमने बताया है कि क्यों अब हम यह जानना चाहते हैं कि वह मैक संख्या क्या है वह क्या है जिसके लिए Cp CPCR बन जाता है ताकि मुझे पता चल जाए कि MCR क्या है यह Cp एक एयरोफिल है कुछ प्रयोग करें और पता करें कि Cp0 का मूल्य क्या है विशेष रूप से जब मैं Cp0 पर हूं तो हम बहुत कम गति के बारे में बात कर रहे हैं और हम कहते हैं कि बिंदु Cp0 यहाँ है कैसे Cp0 की गणना करें आप किसी दिए गए गति की तरह 01 मैक संख्या पाते हैं माप के माध्यम से न्यूनतम दबाव पाते हैं और फिर एक बार मुझे पता है कि Cp0 मैं M स्क्वायर द्वारा 1 से विभाजित एक सुधार दे सकता हूं ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह Cp मैक संख्या के साथ कैसे बदल रहा है और अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह इस प्रकार की भिन्नता का पालन करेगा और यह बिंदु है क्योंकि यह MCR का ठिकाना है या यह अलग मैक संख्या के लिए Cp क्रिटिकल का ठिकाना है इसलिए यह बिंदु मुझे MCR को उतना ही सरल बना देगा मैं एक उदाहरण को हल करने की कोशिश करूंगा ताकि आप जान सकें कि इसे कैसे पता करें यह हिस्सा आवश्यक था ताकि आप ले जाएं हम सभी MCR को बहुत गंभीरता से लेते हैं यदि आप एक हवाई जहाज को उच्च गति उच्च सबसोनिक डिजाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो एम क्रिटिकल एक और मैक नंबर के साथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जिसे हम ड्रैग डाइवरेज मैक नंबर कहते हैं इसलिए MCR के बाद अब हम अपने स्वयं को संशोधित करेंगे ड्रैग डाइवरेज मच नंबर क्या है मुझे यकीन है कि आप लोगों ने अपने एरोडायनामिक्स पाठ्यक्रम में यह किया है लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम एक उचित संशोधन करें ताकि हम इस समझ का उपयोग करने के लिए तैयार हों एक विमान डिजाइन में विशेष रूप से एयरोफिल और विंग प्लैनफॉर्म का चयन करना आप अच्छी तरह से जानते हैं कि CD बनाम मैक संख्या एक बिंदु पर इस अधिकार की तरह है वहाँ बिंदु b है और एक बिंदु है c हमें कहने दें यह जो मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं उस पर इंगित करने के लिए आमतौर पर हमें लगभग 06 कहना चाहिए सभी वायुगतिकीय गुणांक जो वे निरंतर बने रहते हैं वे मैक संख्या पर ज्यादा निर्भरता नहीं दिखाते हैं लेकिन इससे परे हम पाते हैं कि मैक संख्या के साथ एक निर्भरता है यह संख्या 07 कुछ इस तरह हो सकती है और 1 के आसपास हम सभी जानते हैं कि ड्रैग गुणांक में एक शिखर वृद्धि है जिसे हम सभी समझते हैं क्योंकि अब झटका गठन है और जो एक विघटनकारी संपत्ति है तो प्रतिरोध बढ़ता है और ड्रैग बढ़ता है लेकिन निश्चित बिंदु के बाद यह वृद्धि होती है बहुत तेज वृद्धि होती है तो वहाँ एक बिंदु c या d मैं इसे कहता हूं वहाँ बिंदु d है जिसे ड्रैग डाइवर्जेंट मैक नंबर कहा जाता है यह आमतौर पर मैक नंबर है इस भूखंड से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं CD∂M005 यह एक नियम के बारे में कुछ सोचा गया है आदर्श रूप से आपको एक पवन सुरंग परीक्षण करना चाहिए और आप यह पता लगा सकते हैं कि एक तेज वृद्धि कहां है लेकिन ज्यादातर लोग सहमत हैं कि यह एक अच्छा नियम है जहां CD∂M 005 के आसपास है आप उस मैक नंबर को कॉल करते हैं इसी मैक संख्या MDD है यह महत्वपूर्ण क्यों है यदि हम MDD से आगे बढ़ते हैं तो ड्रैग वृद्धि बहुत तेज होगी तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है हम एक एयरोफिल का चयन करते हैं एक पंख का चयन करते हैं ताकि MCR बड़ा हो MDD भी बड़ा होना चाहिए इसलिए मैं उच्च गति पर कम होने के साथ अधिक वायुगतिकीय दक्षता के साथ उड़ सकता हूं यही उद्देश्य सही है यही कारण है कि हम इस समझ से गुजर रहे हैं तीसरा भाग जो आएगा इसलिए मुझे MDD लिखना है कि M जहां CD∂M स्थानीय रूप से 005 के आसपास है आप वायुगतिकीय धारणा में जानते हैं या जिस तरह से वह कल्पना करने की कोशिश करता है वह इन सभी को तीन आरेखों के माध्यम से अनुवाद करेगा वह कहेगा अगर यह एयरोफिल है और M 1 स्थानीय रूप से 1 M से काफी कम है तो यह Mलिखता है MCR से कम है क्योंकि किसी भी बिंदु पर कोई शॉक वेव जनरेशन नहीं है जो कि किसी भी बिंदु पर है स्थानीय स्तर पर मैक 1 तक नहीं पहुंच रहा है इसलिए हमेशा एक से कम होता है तो मान लें कि M MCR से कम है यदि दूसरी स्थिति जहां MCR Mसे अधिक है लेकिन MDD से कम है तो हाँ स्थानीय रूप से जहां वेग स्थानीय स्थिति में तेजी लाता है जहां पहली बार मैकसंख्या एक के बराबर है तो एक लिफाफा है जहां मैक 1 से अधिक है और उसके बाद मैक1 से कम है यदि आप क्रिटिकल मैक नंबर से थोड़ा ऊपर उड़ रहे हैं तो यह स्थिति है लेकिन अगर हमारी तीसरी स्थिति है जहां M MDD से अधिक है तो निश्चित रूप से हमारे पास एक शॉकवे का गठन होगा और इसके परिणामस्वरूप फ्लो सेपरेशन के साथ बहुत अधिक खींचतान होगी यह शॉक सीमा की परत के साथ इंटरेक्ट करेगा प्रवाह पृथक्करण है और जो किसी भी कुशल उड़ान प्रदर्शन के लिए सही नहीं है तो ये मेरे डिजाइनर के दृष्टिकोण से 2 अलग अलग विचार हैं जो मैं कहता हूं कि मुझे ठीक बताएं एक एयरफ़ोइल का चयन कैसे करें जहां MDD बड़ा है मुझे बताओ क्यों एक विंग का चयन कैसे करें जहां MDD बड़ा है मुझे बताएं कि MCR के लिए एक एयरोफिल का चयन कैसे किया जाता है मुझे बताएं कि एक एडियोफिल का चयन कैसे करें जहां MDD बड़ा है डिजाइनर उसके लिए दिखता है या तो वह डेटाबेस के लिए दिखता है कुछ अनुभवजन्य संबंध की तलाश करें लेकिन क्या देखना है वह केवल एक बार जानता है कि वह इन चीजों को समझता है इसीलिए मैं इस पर विचार कर रहा हूं MCR को संभालने का एक और पहलू है या ड्रैग में देरी को आप जानते हैं जिसे स्वीप कहा जाता है इससे पहले कि आप स्वीप करके आएं यह देखें कि MCR और MDD को संभालने के लिए किस तरह का विकास हुआ यहां शौक लहर का गठन क्यों है क्योंकि हमने समोच्च को इस तरह से डिजाइन किया है कि प्रवाह तेज हो जाता है और बहुत तेजी से यह मुक्त प्रवाह की स्थिति के आधार पर मैक नंबर 1 पर जाता है तो यहाँ समोच्च द्वारा निर्णय लिया गया है यदि इस समोच्च को नया रूप दिया जाता है तो मैं मैक संख्या के गठन में देरी कर सकता हूं जो यहां है यह यहां कहीं भी हो सकता है मैं हमेशा देरी कर सकता हूं तो यही वह समझ थी जब सुपर क्रिटिकल एयरोफिल अस्तित्व में आया मुख्य रूप से यह देरी डायवर्जेंस मैक नंबर को खींचती है जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप उच्च सबसोनिक अधिकांश हवाई जहाज ड्रीमलाइनर या उन सभी से उड़ना चाहते थे जो वे इससे प्रेरित हैं यदि आप गूगल करते हैं तो आप पाएंगे कि बेशक वे अनुकूलित एयरफ़ॉइल हैं लेकिन इस समझ से प्रेरित हैं सुपरक्रिटिकल एयरफॉइल के बारे में वह क्या खास है जहां तक निर्माण का संबंध है क्योंकि हम समझते हैं कि हम प्रवाह को इतनी तेजी से नहीं बढ़ाना चाहते हैं कि यह जल्दी से मैक 1 हो जाए इसलिए मैं इसमें देरी करना चाहता हूं तो हम इसे करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है इसे इतना समोच्च न करें इसलिए शीर्ष पर घुमावदार इसे सपाट बनाते हैं और अंत में हम इसे तेज करते हैं तो वह दर्शन था दर्शन ऊपरी रूप से चपटा था अत्यधिक कैम्ब्र्ड पिछाड़ी खंड जो है अगर मैं सामान्य एयरोफिल कुछ इस तरह से देखता हूं और यहां आप देख रहे हैं तो यहां पहले वक्रता है इसलिए जब आप क्रिटिकल मैक नंबर पर उड़ान भर रहे होते हैं जो ड्रैग डाइवरेज संख्या के बहुत करीब हो सकती है तो इस बिंदु पर शॉक वेव होता है वास्तव में यह यहाँ कहीं भी हो सकता है लेकिन जब आपने उसे चपटा कर दिया है तो क्या हो रहा है यह यहां कहीं होगा और यह भी एक कमजोर शौक होगा यही कारण है कि हम कम ड्रैग और शौक के गठन में देरी का फायदा उठा रहे हैं ताकि मैं MDD में वृद्धि करूं जिस व्यक्ति को क्रेडिट नंबर मिलना चाहिए जिसे क्रेडिट मिलता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1940 के आसपास कवालकी जर्मन है कृपया गूगल और जांचें कि मैंने वर्तनी और सभी पर कोई गलती नहीं की है 1940 में सुपरक्रिटिकल एयरफ़ॉइल की यह अवधारणा जहां t c अधिकतम का स्थान कॉर्ड का लगभग 50 प्रतिशत था कृपया यह समझें कि यह स्थान है t c अधिकतम अगर कॉर्ड का लगभग 50 प्रतिशत है दूरी सही यदि मैं एक अधिवृक्क एयरोफिल के t c वितरण को साझा करने की कोशिश करता हूं तो कन्वेंशन एयरोफिल की तुलना में आप कहेंगे कि सुपर क्रिटिकल एयरोफिल के लिए t c वितरण एक कन्वेंशन एयरोफिल से 10 से 15 प्रतिशत अधिक होगा लेकिन यहाँ मैं t c max के स्थान के बारे में बात कर रहा हूँ वह स्थान देरी से आया है ताकि यह झटका जो जल्दी आ रहा था वह बाद में आएगा और यह भी कमजोर झटका बन जाएगा यह उसी का दर्शन है और डिजाइन के फायदे हैं नंबर एक उच्चतर MDD नंबर 2 शॉकवेव है जिसे हमने देखा है पारंपरिक एयरोफिल की तुलना में शॉकवेव बहुत पिछाड़ी है बहुत पिछाड़ी है तीसरा प्राकृतिक रूप से शॉक वेव कम करना ताकत में कम है इसलिए बाउंड्री लेयर शॉक इंटरैक्शन को कम खींचना और चौथा मोटा विंग है डिजाइनर इसके बारे में बहुत खुश है कि यह मोटा विंग है इसलिए अधिक जगह और विंग हल्का हो जाता है यह समझना महत्वपूर्ण है कि पतली विंग की तुलना में मोटी विंग को मजबूत करना आसान है हम MCR और MDD के बारे में बात कर रहे हैं अगर मैं फिर से MCR में वापस आता हूं तो मैं MDD बढ़ा सकता हूं या लोकप्रिय तरीका स्वीप के माध्यम से है आप सभी जानते हैं कि स्वीप क्या है यह विंग है और प्रवाह इस तरह आ रहा है अगर मैं अब इसे कुछ इस तरह से बनाऊं तो एयरोफिल्स अब जैसे हैं यह महत्वपूर्ण है कृपया समझें कि एयरोफिल अब इस तरह ढेर हो गए हैं तो अब भले ही यह विंग द्वारा देखा जाने वाला मैक है सामान्य घटक जो मुख्य रूप से दबाव वितरण लिफ्ट और ड्रैग का फैसला करता है जो Mcos𝛬 बन जाता है 𝛬 स्वीप कोण है और चूंकि Mcos𝛬 कम है M की तुलना में इसलिए स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि यह स्वचालित रूप से MCR में वृद्धि करेगा उदाहरण के लिए यदि MCR यहां M जिसके लिए स्थानीय रूप से मैक एक के बराबर होता है वह यह है कि MCR हमें बताए कि 08 है अब स्वीप के साथ क्योंकि यह अब cos𝛬 है आओ मैं 08 से अधिक जा सकता हूं तो स्वीप एंगल की वजह से मेरा MCR बढ़ जाएगा लेकिन कुछ भी मुफ्त में नहीं आता है जिसे आप समझते हैं कि सामान्य घटक कम हो गया है लिफ्ट भी कम हो जाएगी तो वे विवरण स्थिरता और डिजाइन पहलुओं के नियंत्रण भाग में देखेंगे मोटे तौर पर देखने का एक और तरीका यह भी है कि हम कह सकते हैं कि MCR वही होगा जो M था जिसे स्वेप्ट विंग के लिए cos डिग्री के द्वारा विभाजित किया गया था यह M यह एक असंबद्ध विंग के लिए MCR है यह एक मोटा है जीवन इतना सरल नहीं है जिस क्षण आप एक स्वीप लगाते हैं प्रवाह तीन आयामी हो जाता है यदि आपकी स्वीप बहुत बड़ी है तो गठन होगा टिप पर सीमा परत का एक मोटा होना जो स्टाल का कारण होगा तो ये शामिल चीज़ों के बारे में बहुत कम हैं लेकिन मोटे तौर पर एक प्रारंभिक चरण के रूप में यदि आप एक आयताकार पंख विन्यास के लिए MCR जानते हैं अगर यह 07 है और यदि हम मोटे तौर पर 30 डिग्री के स्वीप कोण दे रहे हैं तो हम मानते हैं कि MCR स्वेप्ट विंग के लिए कि यह स्वीप 0 के बराबर है इसलिए स्वीप 30 डिग्री के बराबर है यह MCR स्वीप 0 के बराबर होगा जिसे cos डिग्री के द्वारा विभाजित किया गया है जो कि सभी बहुत ही मोटा है लेकिन यह आपको एक विचार देता है समझ का एक और तरीका है स्वीप क्या कर रहा है मैं दोहराता हूं जब आप स्वीप देते हैं तो कई त्रि आयामी प्रवाह मुद्दे होते हैं हम उन चीजों की उपेक्षा कर रहे हैं जो हम अभी प्रारंभिक चरण में बता रहे हैं मैं प्रारंभिक वैचारिक संख्या कैसे उत्पन्न करता हूं एक और तरीका है जो आप देख सकते हैं कि स्वीप का क्या प्रभाव है तो हम कहें कि यह आयताकार विंग है अब यह c है और एक मोटाई होगी तो यह विशेष रूप से t c है अगर मैं इसे इस तरह से करता हूं तो क्या होगा प्रवाह अभी भी ऐसे ही आ रहा है अब क्या हो रहा है C स्पष्ट रूप से यह हो जाता है क्योंकि प्रवाह इस तरह से आ रहा है तो अगर यह c1 है और यह c2 है तो शुरू में यह t c1 था और दूसरा मामलाt c2 बनता है तो कौन सा कम है शुरू में विंग ऐसा था अब मैंने इसे इस तरह झुका दिया है तो c यह हो जाता है c बढ़ गया है तो c2 c1 से अधिक है तो यह एक ही क्षेत्र के लिए अनचाहे विंग से कम है और चूंकि इस स्वेप्ट विंग के लिए t c कम है इसलिए यह MCR को भी बढ़ाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि t c के बढ़ने से MCR भी कम हो जाता है क्योंकि अधिक से अधिक मोटा होना अधिक मोटा होना यह वास्तव में बहुत तेजी से होगा तो हम जानते हैं कि जब t c बढ़ता है तो MCR घटता है तो यहाँ t c कम हो गया है तो MCR में वृद्धि होगी यह भी क्रॉस इफेक्ट की जाँच करने के आसान तरीकों में से एक है उदाहरण के लिए यदि मैं एक स्वीप देता हूं तो हम बस देखते हैं t c में कितनी कमी है इसके लिए चार्ट देखें कि t c की कमी है कितना MCR बढ़ेगा तो इस तरह हम इस छोटी सी छोटी जानकारी का उपयोग करने जा रहे हैं क्योंकि कृपया समझें जब मैं एक विमान डिजाइन करता हूं तो कुछ भी अंतिम नहीं होता है आप एक विंग का चयन कर रहे हैं आप नहीं जानते कि फ्यूजलेज क्या है आप एक पूंछ का चयन कर रहे हैं लेकिन आप पता नहीं क्या इंजन है इसलिए ये समझ संश्लेषण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए महत्वपूर्ण है यही वह है जो बेहद महत्वपूर्ण समझ है और मैं पक्की सलाह देना से सिफारिश करता हूं कि जब भी मैं किसी पुस्तक का उल्लेख करूं या मैं इसे गूगल करूं तो केवल आप इस पाठ्यक्रम का आनंद लेंगे